ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं किसी ऑब्जेक्ट हैं

ये ऑपरेशंस को परिभाषित करते हैं

और यह चारऑपरेशन जोड़ा है इसलिए बिहेवियर की मूल धारणा है इस बिंदु परमैं आपका ध्यान ऑब्जेक्ट बेस्ड इंटरेक्शन पर कार्रवाई करते हैं "act on" हैं और यही हमने मूल क्लाइंट सर्वर मॉडल को परिभाषित करता है अब निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट

एक मॉडिफायर नहीं है लेकिन निश्चित रूप से मार्कर के आधार पर कुछ जांच कर रहा हूं ऑपरेशंस करता है तो एक संगठित तरीकेआर्गनाइज्ड मेनर खुद को मिटा देता है इसलिए हालांकि मैंने स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया है कि Stack बनाने के लिए एक कंस्ट्रक्टर से बचना बेहतर है तो यहां मैंने मुख्य रूप से आपके स्वाध्यायसेल्फ स्टडी यहां है हमारे पास बिहेवियर हो सकती हैं

तो उदाहरण के लिए हम उन विभिन्न गतिविधियों को देखते हैं जो Employee हमारी Leave Management System में करते हैं हमने देखा है कि कुछ Employee Executive होने का रोल नहीं होता है LMS स्पेसिफिकेशन के प्रदर्शन की उम्मीद है तो यहां फिर से आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पर गौर करते हैं तो हम पाएंगे कि एक Executive इस रोल में इन ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है जैसे अपनी attendance दर्ज करना Leave के लिए apply करना Leave cancel करना एक approved leave को avail करना और अन्य तो यदि Executive का रोल होंगी जैसे Leave approve करना Leave revoke करना रिपोर्टिंग करना इत्यादि यदि हम Manager को देखते हैं तो हमारे पास एक और रोल भी होती हैं इसलिए यह आम तौर पर यह अनिवार्य नहीं है कि आपको परिभाषित करना होगा या आपको इसे डिमार्क करने में सक्षम है तो संक्षेप में एक ऑब्जेक्ट है जो हमें देखने को मिलेगा हमने 2 पहलुओं स्टेट करने में सक्षम नहीं होंगे अब मैं आइडेंटिटी को पहचानते होंगे जिसे Key कहा जाता है अब यह एक सिंगल प्रॉपर्टी है तो ऑब्जेक्ट नहीं कर पाएंगे मेरे पास 2 कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स है तो इन ऑब्जेक्ट्स को प्रबंधितमैनेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग सिस्टम्स फ्रेमवर्क पर आधारित है यहां उनके पास एक निश्चित रनटाइम क्या है लेकिन उस ID के आधार पर जो अलग से संलग्न होती हैआप पता लगा सकते हैं की ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी क्या है लेकिन ऐसे प्रोग्रामिंग सिस्टम्स या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो फ्रेमवर्क का उपयोग नहीं करते हैं जो एक अलग रनटाइम सिस्टम का उपयोग नहीं करते हैं वह ऐसा नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए यह आमतौर पर ऑब्जेक्ट का एड्रेस शिथिल रूप से ID के लिए एक उपनामएलियास में ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी से निपटने के मामले में सावधान रहना होगा तो थोड़ा और अधिक समझने के लिए आइए हम एक साधारण उदाहरण पर विचार करें यह पूरा उदाहरण OOAD पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से विकसित किया गया है तो यह सिर्फ वहाँ से लिया गया है यह DisplayItem के बारे में बात करता है जो कि GUI सेंट्रिक सिस्टम द्वारा परिभाषित किया जाता है तो यहाँ इस उदाहरण में यह 4 अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो इनडायरेक्ट रूप से पॉइंटर द्वारा निरूपित किया गया है अब देखते हैं कि क्या होता है जब इसके साथ कुछ ऑपरेशन होने लगते हैं आईडेंटिटी वह यूनिक प्रॉपर्टी है जो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के साथ जीवन भर संरक्षित रहती है तब भी जब ऑब्जेक्ट की स्टेट बदल रही हो तो चलिए अब हम Canvas की GUI डिस्प्ले सिस्टम की बात करें मान लीजिए item1 को स्थानांतरित किया गया है जो पहले पर ले जाया गया है आपने यह कैसे किया हमने item2 का उपयोग किया और item2 से अननेम्ड ऑब्जेक्ट पर प्राप्त करेंगे तो जो हम देख सकते हैं कि item1 और item2 का समान स्टेट को होल्ड करता है आइए हम आगे देखें कि अगर हम मॉडिफाई खो दी है इसका नाम नहीं था इसे कहीं भी नामित नहीं किया गया था इसे प्वाइंटर कर सकते हैं वे कैसे कार्यएक्ट है आपको किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टिंग्विश करने की आवश्यकता होगी एक ही स्टेट वाले दो ऑब्जेक्ट की अलग अलग आइडेंटिटी हो सकती है और फिर ऑब्जेक्ट अपनी आईडेंटिटी सिस्टम के लिए खो सकते हैं तो डिजाइन में आईडेंटिटी के इन सभी पहलुओं पर ध्यान देना होगा और अब हम अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं इसलिए यह मैं OOAD पुस्तक के इस अच्छे कार्टून के साथ निष्कर्ष निकालना चाहूंगा यह कहता है कि स्टेट के मूल बिंदु को बतलाता है मॉड्यूल पर संक्षेप में हमने देखा है कि एक ऑब्जेक्ट में होना चाहिए और अंत में हमने देखा है कि आईडेंटिटी से होती है और हमने पहले ही उन जोखिमों के संदर्भ के बारे में दिखाया है तो अंत में ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए